इस व्याख्यान में हम वियोग समस्या को संबोधित करते हैं असहमति की समस्या को अंतिम व्याख्यान में पेश किया गया था असहमति की समस्या आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या की एक निश्चित विविधता भी है अब असहमति की समस्या को देखने का एक तरीका ऐसा है जब हम समग्र नियोजन समस्या को हल करते हैं हमने P t नामक एक चर का उपयोग किया जो उत्पादन का समय है जो हर अवधि में उपलब्ध है अब अगला कदम यह देखना है कि हम विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिए उस उत्पादन समय P का उपयोग कैसे करते हैं अब कुल नियोजन में जब हमने समग्र योजना का अध्ययन किया तो हमने मान लिया कि एक समग्र उत्पाद है जो संगठन में बनाए गए सभी उत्पादों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है और चर जैसे P t जो उत्पादन समय है जो कि अवधि में उपलब्ध है जो एक समग्र योजना का एक निर्णय चर है W t वर्क फोर्स जिसका उपयोग पीरियड t में किया जाता है जो एक निर्णय चर भी है I t इन्वेंट्री पीरियड t के अंत में वे सभी एक इकाई के संदर्भ में परिभाषित किए गए थे जिसे मैन घंटे या व्यक्ति घंटे कहा जाता है ताकि उन सभी को एक इकाई का उपयोग करके लगातार मापा जा सके इसलिए जब हम P t कहते हैं तो हम P t को ऐसे व्यक्ति घंटों या व्यक्ति घंटों के संदर्भ में दर्शाते हैं जो उपलब्ध नहीं हैं उत्पादित इकाइयों की संख्या की शर्तें क्योंकि विच्छेद के स्तर पर हम इस P t को कई उत्पादों में तोड़ने जा रहे हैं और इसलिए इकाइयों की संख्या के बजाय man hours में P t को परिभाषित करना सुविधाजनक है तो आइए हम एक उदाहरण का उपयोग करते हुए असहमति की समस्या को परिभाषित करें तो आइए मान लें कि चार उत्पाद हैं जिन्हें हम A B C D कहते हैं और इन चार उत्पादों की मांग A B C और D के लिए 400 600 800 और 700 क्रमशः हैं उपलब्ध इन्वेंट्री 200 400 500 और 300 है और हम यह भी मानते हैं कि P उपलब्ध 2500 मानव घंटे है हमने जो पहली सरल धारणाएँ बनाई हैं वह यह है कि मांग को मानव घंटे में भी दिया गया है और कुल माँग 1000 1800 2500 है जो P t के बराबर है यह एक साधारण धारणा है जिसे हमने बनाया है इसलिए हम या तो इस P t को कम करने की मांग नहीं कर रहे हैं या P t के अतिरिक्त होने की मांग कर रहे हैं और मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम ऐसी स्थिति को देख रहे हैं जहां कुल मांग कुल क्षमता के बराबर है और मांग भी मानव घंटे में दी गई है इसी प्रकार उपलब्ध इन्वेंट्री या इन्वेंट्री भी मैन आवर्स में दी गई है इसलिए ये सभी संगत इकाइयां हैं जिन्हें मैन आवर्स कहा जाता है अब हम वापस जाते हैं और एक बहुत ही परिचित आकृति बनाते हैं जो हमारे पास थी जिसे हमने पहले ही देख लिया है मान लें कि यह समय है और हमें मान लें कि हम इनमें से कुछ उत्पादों के उत्पादन की बात कर रहे हैं इसलिए पहले हमने विभिन्न उत्पादों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया था इसलिए यदि हम उत्पादन खपत मॉडल को देख रहे हैं जिसका अर्थ है कि हम कहां उपभोग करते हैं हम उत्पादन करते हैं और हम ऐसी स्थिति में भी जानते हैं कि P को D से बड़ा होना है जो कि सभी मामलों में सही है D की स्थिति इस तरह है और P की तरह है इसलिए P D से बड़ा है इसलिए हम जो कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम यहां पहले आइटम का उत्पादन करते हैं और फिर हम पहले आइटम का उपभोग करते हैं और फिर हम दूसरे आइटम को सेट करते हैं और फिर हम एक दूसरे आइटम का उत्पादन करते हैं दूसरा आइटम और फिर हम तीसरे आइटम को फिर से सेट करते हैं और कहते हैं कि हम तीसरे आइटम का उत्पादन करते हैं और तीसरे आइटम का उपभोग करते हैं और फिर हम वापस जाते हैं और हमें कहते हैं कि एक चौथा आइटम है जो हमारे पास है इसलिए हम चौथे आइटम को सेटअप करते हैं और फिर चौथे आइटम का उपभोग करना शुरू करते हैं और फिर हम यहां पहले आइटम पर आते हैं और इसे करते हैं जिसका अर्थ है कि हम इस बिंदु तक उपभोग करते हैं इसलिए हम कुछ इस तरह देख रहे हैं अब हमने इस आंकड़े को देखा और हमने आर्थिक समय निर्धारण समस्या में चक्र समय T को समान रखा और आर्थिक लॉट निर्धारण इकोनामिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या में उद्देश्य स्थापना लागत के साथ साथ इन्वेंट्री लागत को कम करने का प्रयास करना था अब यहां हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह यह है अब अगर मैं समय 0 पर शुरू कर रहा हूं तो हम कहें कि मेरे पास इस आइटम की 0 सूची इन्वेंट्री है जो मैं उत्पादन और उपभोग कर सकता हूं इसलिए मैं उत्पादन और उपभोग करता हूं मैं इस बिंदु तक इन्वेंट्री का निर्माण करता हूं और फिर मैं अगले सेट शुरू होने तक इन्वेंट्री से बाहर का उपभोग करने जा रहा हूं क्या अगर हम दूसरा तीसरा और चौथा आइटम लेते हैं तो उत्पादन केवल यहां शुरू होने जा रहा है यहाँ और यहाँ जिसका अर्थ है कि हमारे पास पर्याप्त इन्वेंट्री होनी चाहिए जब हम उत्पादन नहीं कर रहे हों इसलिए जब तक हम आइटम दो तीन और चार का उत्पादन शुरू नहीं करते हैं तब तक हमें उस वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सूची चाहिए और यही कारण है कि हमारे पास ये प्रारंभिक आविष्कार हैं जो यहां हैं जिनका उपयोग हम उस विशेष वस्तु का उत्पादन शुरू करने से पहले करेंगे और एक बार जब हम उस वस्तु का उत्पादन शुरू कर देते हैं तो हम उत्पादन करते समय उपभोग करते हैं कुछ और इन्वेंट्री का निर्माण करते हैं और उत्पादन बंद होने के बाद इसका उपयोग करते हैं अब इस उदाहरण में मैंने एक दो तीन चार का उपयोग किया है और यह उदाहरण मानता है कि जिस क्रम में हम उत्पादन के लिए इन वस्तुओं को लेने जा रहे हैं वह एक दो तीन चार है हमने यह भी उल्लेख किया है कि परिवर्तनकर्ता अनुक्रम पर निर्भर नहीं हैं इसलिए कोई भी आदेश हमें स्वीकार्य है जब तक कि बदलाव का समय उत्पादन के लिए केवल एक सेटअप समय है आर्थिक लॉट शेड्यूलिंग इकोनामिक लॉट शेड्यूलिंग समस्या में सेटअप समय बाधा में स्पष्ट रूप से लगा हुआ है सेटअप ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन में लगा हुआ है अब यहाँ अब हमारे पास प्रारंभिक सूची के विभिन्न स्तर हैं मुझे लगता है कि हम यह भी जानते हैं कि जबकि पहली वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है 0 के बराबर समय दूसरा तीसरा और चौथा आइटम जिसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हम दूसरे तीसरे और चौथे के रूप में करने जा रहे हैं उदाहरण के लिए हम A और फिर D और फिर C और फिर B के साथ शुरू कर सकते हैं इसलिए जो भी हम दूसरे आइटम के रूप में उत्पादन करते हैं इन्वेंट्री को उस आइटम का उत्पादन शुरू करने तक मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए इसलिए हमें A B C D को चुनना होगा या उन्हें क्रमबद्ध करना होगा या उन्हें इस तरह से क्रमबद्ध करना होगा कि इससे पहले कि हम A B C D में से किसी एक का उत्पादन शुरू करें हमें मिलने के लिए पर्याप्त सूची होनी चाहिए समय अवधि 0 से मांग उस समय अवधि तक जिसमें हम उनमें से किसी का उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं अब इस इन्वेंट्री I का उपयोग करते हुए हम r नाम के अनुपात को परिभाषित करते हैं और यह अनुपात हमें बताता है कि हमारे पास कितना समय बफर है इन्वेंट्री को अब एक समय बफर में बनाया गया है मानव घंटे यह पहले से ही समय इकाइयों में है लेकिन फिर r का प्रतिनिधित्व किया जाता है इतने महीनों की इन्वेंट्री जो हमारे पास वास्तव में है इसलिए जब हम इस 200 को 400 से विभाजित डिवाइड करते हैं जो 05 होता है इसलिए यह 200 के बराबर है इस मद की इन्वेंट्री के 05 महीने यह बी की इन्वेंट्री के 066 महीने के बराबर है मुझे A B C D लिखें इसलिए यह A है यह B है यह C है और यह D है इसलिए यह 5 बाय 8 है जो कि 0625 महीने है और यह 3 बाय 7 है जो कि 0428 महीने है तो इस r से r हमें इनवेंटरी के महीनों की संख्या बताता है कि हम इनमें से या इनवेंटरी जो यहां उपलब्ध है मिलने में सक्षम है इसलिए कई महीनों की मांग है तो अब यह r हमें उस क्रम का संकेत भी देता है जिसमें हम A B C D का उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि जिस आइटम की सूची हम पहले समाप्त करने जा रहे हैं वह D है इसलिए D का सबसे छोटा मूल्य है अनुपात r तो यह A होने जा रहा है और फिर C होने वाला है और फिर यह B होने वाला है इसलिए एक अच्छा क्रम जिसमें वे उत्पादित किए जा सकते हैं D A C और B क्योंकि वह है यदि हम उत्पादन नहीं करते हैं तो ऑर्डर और जो हम इन्वेंट्री को समाप्त कर देंगे मुझे इसे अलग तरीके से रखना होगा हमें D का उत्पादन शुरू करना होगा 028 महीने से पहले 0428 महीने से पहले हमें 05 महीने से पहले A और इतने पर उत्पादन शुरू करना होगा तो अब हम वेरिएबल्स को परिभाषित करना शुरू करते हैं t D t A t C और t B शुरुआती समय है उत्पादन का D A C B क्रमशः तो यह ऐसा है जैसे यह एक समय ग्राफ है हम कहते हैं कि मैं शुरू कर रहा हूं t D यहां मैं t A यहां शुरू कर रहा हूं मैं यहां t B शुरू कर रहा हूं मैं t C शुरू कर रहा हूं यहाँ t B यहाँ और फिर एक बार मैं t D शुरू कर रहा हूं और आदि अब यह मेरे उत्पादन का चक्र है जो कि कैपिटल T है इसलिए मैं t D से शुरू करता हूं और इस तक एक और मेरा चक्र है इसलिए जब मैं समय t D पर D का उत्पादन करना शुरू कर देता हूं और मैं समय t A पर A का उत्पादन करना शुरू कर देता हूं इसका मतलब है कि मैं आइटम D का उत्पादन एक अवधि के लिए करता हूं t A माइनस t D तो t A माइनस t D पहली बात मुझे यह सुनिश्चित करना है कि ये प्रोडक्शंस t D t A t C और t B शुरू होना चाहिए इससे पहले कि मैं इन आविष्कारों को समाप्त करूं तो पहला अवरोध कंस्ट्रेंटट t A 05 से कम है t B 066 से कम है t C 0625 से कम है और t D 0428 से कम है तो हम इस आइटम का उत्पादन कर रहे हैं जो पहले t D है एक समय के लिए पीरियड t A माइनस t D तो t A माइनस t D वह समय अवधि है जिसके लिए हम आइटम D का उत्पादन करते हैं और वह P 2500 की दर से उत्पादित किया जाता है इसलिए तो वह उत्पादन पूर्ण चक्र t D के लिए आइटम D की मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए यह T 700 से अधिक या बराबर होना चाहिए इसलिए यह 700 T से अधिक या बराबर होना चाहिए अब यह आइटम A पीरियड t C माइनस t A के लिए निर्मित होता है इसलिए t C माइनस t A 2500 से अधिक या इसके बराबर है यह आइटम A का उत्पादन कर रहा है इसलिए यह 400 है t B माइनस t C 2500 में है 800 T या इससे अधिक के बराबर और यदि यह t B है यदि हम T का उत्पादन शुरू करते हैं तो हम फिर से यहां D का उत्पादन शुरू करते हैं इसलिए यह t D नहीं है लेकिन यह T प्लस t D है जहां चक्र यहां आया है इससे पहले जब मैंने t D लिखा था तो मैं यह कहना चाह रहा था कि हम फिर से D का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं लेकिन जिस आंदोलन को हम उस समय लिखना चाहते हैं जिस पर हम फिर से D का उत्पादन शुरू करते हैं यह t D प्लस एक और T बन जाता है तो हम इस आइटम D को t D प्लस T तक उत्पादित कर रहे हैं इसलिए यह t D प्लस T माइनस t B 2 1500 बड़ा या बराबर है 600 T के बेशक हमारे पास सभी T j T से अधिक या बराबरी का 0 है तो ये बाधाएं कंस्ट्रेंट हैं जो हमारे पास वास्तव में हैं और फिर हमें एक उपयुक्त उद्देश्य फ़ंक्शन लिखना होगा अब सामान्य उद्देश्य फ़ंक्शन सेटअप लागत प्लस इन्वेंट्री लागत में से कुछ को कम करना है यह सेटअप लागत प्लस इन्वेंट्री लागत को करने का बहुत ही मानक तरीका है अब हमारे पास यहां मौजूद मान्यताओं में से एक यह है कि हम सादगी के लिए ग्रहण करने जा रहे हैं जब हम कहते हैं कि हम इस अवधि तक आइटम D का उत्पादन कर रहे हैं और तब हम आइटम A को T A और T C पर शुरू कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा अनुमान लगाने जा रहे हैं कि बदलाव का समय नगण्य है इसलिए हमारे पास बड़े बदलाव का समय नहीं है अन्यथा बदलाव का समय बाधा कंस्ट्रेंट प्लस एक और K में आएगा यदि वह परिवर्तन समय है जो कि है अब हम इस बाधा को देखते हैं इस बाधा के माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि ये चार सुनिश्चित करते हैं कि A B C D का शुरुआती समय r के भीतर अच्छी तरह से हो जिसका अर्थ है कि हमें सक्षम होना चाहिए A B C D का उत्पादन शुरू करें इससे पहले कि वे समाप्त हो जाएं लेकिन जब हम इन बाधाओं को लिखते हैं तो हम इन बाधाओं को बड़े पैमाने पर लिखने में सक्षम होते हैं क्योंकि कुल 2500 बिल्कुल इसी के बराबर हैं इसलिए चक्र को इतना परिभाषित किया जा सकता है कि जब हम वास्तव में चक्र को पूरा करते हैं तो हमने जो भी उत्पादन किया है उसके आधार पर हमने चक्र का उपभोग किया है जिसका अर्थ यह है कि ये प्रारंभिक आविष्कार t A t B t C t D तय करने जा रहे हैं लेकिन वे इसमें प्रमुख भूमिका नहीं निभाते हैं तो सामान्य धारणा यह है प्रारंभिक आविष्कारों का उपयोग किया जाएगा एक ही समय में किसी भी बिंदु पर बहुत अलग नहीं होगा इन आविष्कारों का समुच्चय या योग किसी भी समय बहुत भिन्न नहीं होगा क्योंकि स्थिर अवस्था में जिस तरह से ये बाधाएँ लिखी जाती हैं हम उस चक्र की माँग को पूरा करने में सक्षम हैं जो हमने छोटी अवधि में उत्पादित की थी इसलिए कुल इन्वेंट्रीज वैसे ही रहेंगी इसलिए किसी भी समय औसत इन्वेंट्री विचलित नहीं होगी और न ही कमोबेश यही बाधा बनेगी इसलिए अगर हम यह अनुमान लगाते हैं कि औसत इन्वेंट्री कमोबेश वैसी ही है तो इन्वेंट्री की लागत स्थिर हो जाएगी फिर से यह मानते हुए कि प्रत्येक आइटम के लिए होल्डिंग लागत समान है C c प्रत्येक आइटम के लिए समान है इसलिए सवाल सेटअप लागत को कम करने के लिए है अब प्रति वर्ष या प्रति दी गई समय अवधि के लिए कुल सेटअप लागत प्रति वर्ष सेटअप की संख्या में व्यक्तिगत सेटअप लागत का उत्पाद है इसलिए व्यक्तिगत सेटअप लागत यदि हम कहते हैं कि C naught के रूप में और प्रति वर्ष सेटअप की संख्या में चार सेटअप होने वाले हैं इसलिए प्रति वर्ष सेटअप की संख्या चार गुना है एक वर्ष में चक्रों की संख्या इसलिए हम एक वर्ष में C की संख्या में C naught को चार गुना करना चाहते हैं जिसका अर्थ है कि आप एक वर्ष में चक्र की संख्या को प्रभावी रूप से कम कर रहे हैं और यदि आप चक्रों की संख्या को कम करना चाहते हैं तो यह कहना है कि मैं वास्तव में चक्र की लंबाई कैपिटल T को अधिकतम करना चाहता हूं इसलिए चक्र की लंबाई T को अधिकतम करें न्यूनतम संख्या किसी निश्चित अवधि में चक्र इसलिए यह समस्या बन जाती है तो यह समस्या एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि उद्देश्य ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन निर्णय चर का एक रैखिक कार्य लीनियर फंक्शन है और सभी बाधाएं रैखिक कंस्ट्रेंट लीनियर हैं और फिर आपके पास चर पर एक स्पष्ट गैर नकारात्मकता प्रतिबंध है यदि हमने यह अनुमान नहीं लगाया था कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट स्थिर है तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक नॉन लीनियर टर्म मिलेगा जहाँ यह T यहाँ के न्यूमैरेटर में दिखाई देगा और इन्वेंटरी में T डिनॉमिनेटर में दिखाई देगा फिर आपको एक गैर रेखीय नॉन लीनियर उद्देश्य फ़ंक्शन और रैखिक बाधाओं लीनियर कंस्ट्रेंट का एक सेट के साथ एक समस्या होगी इसलिए समाधान पद्धति थोड़ी अधिक जटिल हो जाती है तो हम पहले इसे एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि यदि हम इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करते हैं तो हमें एक इष्टतम समाधान मिलता है जो इस तरह होगा हमारे उदाहरण के लिए इष्टतम समाधान t D 0 के बराबर है t A 02453 के बराबर है t C 03855 के बराबर है और t B 0666 के बराबर है और कैपिटल T 08763 के बराबर है ये सभी महीनों में हैं तो यह चक्र लगभग 08763 महीनों तक विस्तारित होगा और फिर यह चक्र दोहराएगा और इसी तरह से आदि अब आइए हम इस समयावधि के दौरान इन्वेंट्री पोजिशन को भी देखें और देखें इसलिए हम जो करते हैं हम सबसे पहले आइटम डी को बनाए रखते हैं जिसे हम ऑर्डर आइटम D A C और B में रखते हैं इसलिए 0 समय t के बराबर है प्रारंभिक आविष्कार D के लिए 300 A के लिए 200 C के लिए 800 और B के लिए 600 C के लिए 500 और B के लिए 400 हैं अब हम क्या कर रहे हैं हम 0 के बराबर समय पर D का उत्पादन शुरू कर रहे हैं और हम 02453 महीने के लिए D का उत्पादन करते हैं तो आइए हम देखते हैं कि 02453 महीनों के बराबर t क्या हैं अब इस अवधि में हम D का उत्पादन कर रहे हैं उसी समय हम उत्पादन करते समय D का उपभोग कर रहे हैं इसलिए हम 2500 मानव घंटे की दर से उत्पादन कर रहे हैं हम 700 मानव घंटे की दर से उपभोग कर रहे हैं तो नेट इन्वेंट्री बिल्डअप एक 1800 की दर पर है जिस दर पर इसे बनाया गया है और यह 02453 की अवधि के लिए बनाया गया है तो उस स्थिति में इन्वेंट्री 1800 में 02453 प्लस 300 है जो 74154 होगी जो 742 तक अनुमानित है अब इस 02453 महीने के दौरान हम A का उत्पादन नहीं कर रहे हैं हम केवल 200 में से A का उपभोग कर रहे हैं जो हमारे पास है इसलिए हमने 02453 को 400 में उपभोग कंज्यूम होगा जो लगभग 100 है और इसलिए हाथ पर इन्वेंट्री लगभग 100 होगी इसलिए सरलीकरण पर यह 102 है इसी तरह हम केवल C का उपभोग करते हैं इसलिए इन्वेंट्री 500 माइनस 02453 800 होगी जो लगभग 300 के क्रम में होगी और मूल्य 304 है और अंतिम की गणना की जा सकती है 253 अब हम देखते हैं कि 03855 पर क्या होता है अब यहाँ हम उत्पादन करते हैं और उपभोग करते हैं यहाँ हम 742 में से उपभोग करते हैं यहाँ हम 304 में से उपभोग करते हैं यहाँ हम 253 में से उपभोग करते हैं तो जल्दी से इन गणनाओं को करते हुए हमारे पास यहाँ 643 396 यहाँ 192 यहाँ और 169 यहाँ होगा अब समय 0666 के बराबर इन्वेंटरी यहाँ 447 284 यहाँ 668 यहाँ हैं और 0 यहां है और 08763 के बराबर हम 300 200 500 और 400 फिर से प्राप्त करेंगे मैं आपको केवल एक गणना इन गणनाओं में से दिखाता हूं अब 0666 पर यह D की इन्वेंट्री स्थिति है अब 0666 और 08763 के बीच हम B का उत्पादन करने जा रहे हैं इसलिए B इन्वेंट्री ऊपर जाने वाली है इसलिए B 0 पर शुरू होता है इसलिए हम 2500 पर उत्पादन करते हैं हम 600 की दर से उत्पादन करते हैं इसलिए 1900 एक ऐसी दर है जिस पर इन्वेंट्री का निर्माण हो रहा है और यह इन्वेंट्री इस अवधि के लिए निर्माण कर रही है जो कि यह 02103 है अवधि यह निर्माण कर रही है यूपी तो 1900 में 02103 39957 है जो कि 400 राउंडिड ऑफ है अब अगर हम इस D को केवल दृष्टांत के लिए लेते हैं तो हम केवल इस सूची से उपभोग करते हैं इसलिए हम D की खपत की मांग की दर से 700 है इसलिए 700 में 02103 की खपत 147 है और यह 447 है इसलिए शेष इन्वेंट्री 300 है इसलिए हम महसूस करते हैं कि पहले चक्र के अंत में या दूसरे चक्र की शुरुआत में इन्वेंट्री की स्थिति उसी 300 200 500 और 400 पर वापस आ जाती है और मोटे तौर पर इस धारणा के कारण है कि कुछ मांगें 2500 है जबकि उत्पादन 2500 है इसलिए यदि हम 08763 का एक चक्र लेते हैं तो हमने 2500 का उत्पादन किया है हमने 2500 का उपभोग किया है इसलिए आविष्कार वैसे ही रहेंगे जैसे अब हम देखते हैं कि इस बिंदु पर कुल इन्वेंट्री 1400 है यह भी 1400 है अगर हम इसे जोड़ते हैं तो यह वास्तव में 1400 होना चाहिए लेकिन यह 1401 का हो गया है क्योंकि राउंडिंग ऑफ है इसलिए हम इसे 1400 के रूप में भी ले सकते हैं इसलिए यह भी 1400 है और यह समझ में आता है क्योंकि हर बिंदु पर मैंने उल्लेख किया है कि हमारे पास कुल खपत और कुल उत्पादन का मिलान होगा इसलिए कुल इन्वेंटरी समान रहेगी इसलिए यह हमारी धारणा को भी मान्य करेगा कि हमने इन्वेंट्री लागत को एक स्थिर के रूप में छोड़ दिया है और हमने यह किया है निश्चित रूप से यह देखने का एक और तरीका है कि हम इन्वेंट्री लागत को छोड़ दें और फिर हमने उस T पर अनुकूलित किया और हम उसका निरीक्षण करते हैं आविष्कारों की राशि एक स्थिर है इसलिए इस समस्या का मूल विचार 08763 का चक्र है और आगे बढ़ना है अब इस समस्या के दो अन्य दिलचस्प पहलू हैं अब यह सूत्रीकरण आवश्यक रूप से हमें T को अधिकतम करने के लिए है जिसका अर्थ है कि हम चाहते हैं कि चक्र लंबा या यथासंभव लंबा हो तो सवाल यह है कि क्या हम अपनी धारणा पर विरोध कर रहे हैं कि यदि हम चाहते हैं कि चक्र की लंबाई लंबी हो तो क्या यह छोटे उत्पादन के मूल विचारों के साथ संघर्ष करता है और सिर्फ समय निर्माण में बस समय निर्माण में इसकी आवश्यकता होती है हमारे पास बहुत कम उत्पादन रन लंबाई है और हम बहुत तेज़ी से बदलाव करने में सक्षम हैं एक तरह से हम इसका उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और हम देखेंगे कि हम इसका उल्लंघन क्यों नहीं कर रहे हैं जब हम इसके एक और संशोधन को देखते हैं तो अब हम इस पर वापस जाते हैं हम थोड़े समय बाद निर्माण के बीच संघर्ष की अन्य समस्या का समाधान करेंगे तो हम वापस जाते हैं और इस समस्या को देखते हैं अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारा उद्देश्य केवल टी को अधिकतम करना है और फिर यदि हम T को अधिकतम करना चाहते हैं तो हम क्या करना चाहते हैं अब एक पहली चीज जो हम देखते हैं वह यह है कि यदि हम इन इन्वेंट्री वैल्यू को बदलना शुरू करते हैं तो r वैल्यू बदल जाएंगे इसलिए ये चीजें बदल जाएंगी और इसलिए यह चक्र को छोटा या लंबा कर देगा लेकिन आइए हम इन्वेंट्री वैल्यू में बदलाव न करें आइए इन्वेंट्री वैल्यूज को बनाए रखें जैसे वे हैं आइए हम इन्हें भी वैसा ही रखें जैसा कि वे r वैल्यूज हैं अब यदि चक्र को लंबा किया जा सकता है तो पहला संकेत यहां है कि बी इन्वेंट्री 0 है जब वास्तव में इस आइटम का उत्पादन शुरू हो जाता है तो पहली चीज जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि यहां मैं 0 के बराबर समय का उत्पादन करता हूं इसलिए जब मैं उत्पादन करता हूं 0 के बराबर समय मेरे पास 300 की एक सूची है लेकिन फिर अंत में भी 300 की एक सूची है इसलिए मुझे वास्तव में 300 की इस सूची की आवश्यकता नहीं है अगर मेरे पास यहां 0 है तो मैं अभी भी सक्षम हो सकता हूं ऐसा करो तो यह 0 होगा यह 442 होगा यह 343 होगा यह 147 होगा और यह 0 होगा इसलिए अगला प्रश्न यह है कि अगर मैं आदर्श रूप से अपने चक्र T को आगे बढ़ा सकता हूं तो आगे अगर मैं एक वस्तु का उत्पादन करता हूं जब इन्वेंट्री 0 पर आता है तो सवाल यह है कि क्या मैं यहां 0 रख सकता हूं और क्या मैं इस 300 मैन अवर को वितरित कर सकता हूं इस प्रकार से कि हर बार जब मैं केवल मेरी इन्वेंटरी 0 पहुंचती है तो मैं उत्पादन करना शुरू कर देता हूं तो जब आप इन्वेंट्री 300 है तो आप उत्पादन कर रहे हैं जब सूची 102 है तो आप उत्पादन कर रहे हैं जब इन्वेंट्री है 192 और फिर आप इन्वेंट्री 0 होने पर उत्पादन कर रहे हैं तो क्या बात है कि मैं इसे अप्रत्यक्ष रूप से समायोजित कर सकता हूं बिना स्पष्ट रूप से इसे यहां बदले मैं चक्र को बढ़ा सकता हूं तो इसका मतलब यह होगा कि हम वास्तव में इस समस्या से गुजरते हैं और हम फिर से कहते हैं कि अब मान लें कि मेरे पास 1 चक्र है जहां से मैं गुजरता हूं और उस चक्र के अंत में मैं सूची को समायोजित करने जा रहा हूं स्तरों मैं 1400 स्थिर रखने जा रहा हूँ लेकिन पहले चक्र के अंत में मैं सभी चार वस्तुओं के लिए आविष्कारों को समायोजित करूंगा ऐसा है जिसे स्थिर अवस्था चक्र कहा जाता है जिसका पालन करने के लिए मेरे पास 0 की एक सूची होगी जब मैं D का उत्पादन करूंगा मेरे पास 0 का इन्वेंट्री होगा जब मैं A का उत्पादन करता हूं मेरे पास 0 का इन्वेंट्री होगा जब मैं C का उत्पादन करता हूं और मेरे पास उत्पादन करते समय 0 का इन्वेंट्री होगा अब मैं इसे उसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या लिनियर प्रोग्रामिंग प्रोबलम के माध्यम से कैसे पुनः प्राप्त करता हूं पहले चक्र के अंत में अगला सूत्रीकरण है जिसे हम देखेंगे तो अगले सूत्रीकरण में हम क्या करेंगे हम t D डैश t A डैश t C डैश t D डैश को शुरुआती समय के रूप में कहते हैं और पहले चक्र में t D t A t C t D स्थिर अवस्था चक्र है तो ऐसा कहना है कि मेरे पास t D डैश t A डैश t C डैश t B डैश t D t A t C t B t D प्लस t A प्लस t और इसी तरह t D t A t C t B और t B वास्तविक चक्र में है तो आपका वास्तविक चक्र t D से t D प्लस T तक शुरू होता है जो कि t A t A प्लस T और इसी तरह है तो मुझे सिर्फ इन बाधाओं को लिखना है इसलिए आपके पास सबसे पहले t D डैश होगा या उससे कम आपके पास अधिकतम T के बराबर होगा और फिर आपके पास t D डैश 0428 से कम या बराबर होगा t A डैश 0 से कम या बराबर t B डैश 0666 से कम या बराबर होगा और t C डैश 0625 से कम या इसके बराबर होगा तो पहले चक्र को स्पष्ट रूप से इन चीजों के बाहर चलने से पहले शुरू करना होगा फिर हम इस पर पहुंच जाते हैं पहला चक्र ऐसा होना चाहिए हमारे पास 300 प्लस भी हैं अब मैं आइटम D को देख रहा हूं जो कि मेरा पहला आइटम है इसलिए मैं अपने t D को इस हद तक फैलाना चाहता हूं मुझे लगता है कि इस बात को पूरा करने में सक्षम हूं मेरे पास जो 300 है साथ ही मैं यहां जो भी उत्पादन करता हूं उसका उपयोग करता हूं तो 300 प्लस 2500 t A डैश माइनस t D डैश 700 t D से अधिक या उसके बराबर है अब यह बाधा मुझे बताने जा रही है कि मैं स्थिर राज्य चक्र या वास्तविक चक्र में t D का उत्पादन शुरू करने यहीं कहीं जा रहा हूं लेकिन मैंने पहले ही इस अवधि के लिए एक निश्चित मात्रा में उत्पादन किया है इसलिए मेरा उत्पादन इस लंबाई में 2500 है जो बराबर होना चाहिए और 300 इन्वेंट्री जो मेरे पास है तो यह इस बिंदु तक मेरी मांग को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए जब मैं वास्तव में फिर से D का उत्पादन शुरू कर देता हूं इसलिए जैसे कि मैं चार कंस्ट्रेंट्स लिखता हूं जिसे मैं बहुत जल्दी लिखता हूं 200 प्लस 2500 t C डैश माइनस t A डैश अधिक या बराबर 400 t A है 500 प्लस 2500 t B डैश माइनस t C डैश अधिक या बराबर 800 t C है और 400 प्लस 2500 t D माइनस t B डैश से अधिक या बराबर 600 t B के है अब चौथा कंस्ट्रेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अब इसे देख रहे हैं अब अगर मैं आइटम B को देखता हूं मैं पहले चक्र में B का निर्माण करने जा रहा हूं 2500 की दर से इस अवधि t D माइनस t B डैश पर जा रहा हूं तो पहले चक्र में यह उत्पादन हमारे साथ उपलब्ध होने वाली इन्वेंट्री एक और 400 है इसलिए इसके साथ मैं यहां से शुरू होने वाली मांग को पूरा करने में सक्षम हूं अप टू पीरियड t B जहां मैं फिर से उत्पादन करना शुरू करूंगा इसलिए इन चार बाधाओं को लिखें जो इन चीजों को संभव सीमा तक खींचने की कोशिश करेंगे इसके अलावा अब मैं वापस जाता हूं और स्थिर राज्य चक्र समीकरण लिखता हूं अब यह वह अवधि है जहां मैं स्थिर राज्य में आइटम D का उत्पादन करता हूं तो अब मैं वापस जाता हूं 2500 t A माइनस t D अधिक या बराबर है 700 T क्योंकि अब स्थिर अवस्था में जब मैं यह आइटम बनाना शुरू करता हूं तो अब यह उत्पादन यह मांग अवधि है इसलिए उत्पादन मांग से अधिक या बराबर होना चाहिए इसी तरह मैं चार और इक्वेशन लिखता हूं अब t C माइनस t A 2500 t C माइनस t A अधिक या बराबर 400 T है 2500 T t B माइनर t C अधिक या बराबर 800 T और 2500 t D प्लस T माइनस t B अधिक या बराबर 600 T और फिर हमारे पास tj डैश tj T भी है जो 0 से अधिक या बराबर है इससे हमें थोड़ी बड़ी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आती है जिसे हल किया जा सकता है पूरी तरह से प्रयास करने और अधिकतम चक्र की लंबाई प्राप्त करने के लिए जो चारों ओर खेलकर या आविष्कारों को समायोजित करके संभव है अब जब हम इस समस्या को बेहतर तरीके से हल करते हैं तो मुझे इस समस्या का इष्टतम समाधान यहाँ कहीं लिखें t D डैश 0 है t A डैश है 01686 t C डैश 03218 t B डैश 0666 t D 1031 t A 1475 t C 17005 और t B 21875 और कैपिटल T 152179 है जो कि कैपिटल T चक्र है अब पहली बात यह है कि चक्र समय T 08763 से बढ़कर 152179 लगभग दोगुना हो गया है और फिर अगर हम वापस जाते हैं और इस तरह के चार्ट को यहां खींचते हैं तो पहला चक्र समाप्त होता है और स्थिर चक्र 1031 से शुरू होता है जब स्थिर चक्र शुरू होता है अब D का उत्पादन फिर से होता है दूसरा चक्र 1031 प्लस 1521 होगा जो लगभग 2552 है इसलिए 2552 डी का उत्पादन फिर से किया जाता है D का फिर से उत्पादन किया जाता है अब हमारे लिए यह भी संभव है कि हम एक समान चार्ट यहां बनाएं ताकि इनवेंटरी पोजिशन को समझा जा सके और मुझे जल्दी से मान दिया जाए तो समय 0 के बराबर है यह 300 200 500 400 समय पर 01686 के बराबर है यह 603 133 365 299 है जो हम इस माध्यम से जाते हैं और बिंदु जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है 1031 यह 0 170 536 694 1475 767 0 195 और 438 17005 597 512 0 292 21975 256 317 828 0 और 2553 यह है 0 170 या 171 536 690 त्रुटियों की कुछ राउंडिंगहोती है यह 2552 है जो D के अगले चक्र के शुरुआती समय के रूप में लिखा गया है अंतिम 3 अंक यहां से राउंडेड ऑफ है इसे 553 के रूप में दिया गया है इसी तरह 170 और 171 राउंड ऑफ के कारण होता है अब आप इसका क्या निरीक्षण करते हैं स्थिर चक्र शुरू होता है हम D का उत्पादन करते हैं जब इन्वेंट्री 0 होता है इस समय जब हम वास्तव में A का उत्पादन शुरू करते हैं तो इन्वेंट्री 0 आ गई है से जब हम अगले आइटम का उत्पादन शुरू करते हैं तो C इन्वेंट्री 0 पर आ गया है और जब हम अगले आइटम का उत्पादन शुरू करते हैं तो B इन्वेंट्री 0 पर आ गया है जबकि जब हम यहां गए थे जो पहले वाले मामले में स्थिर चक्र था जब हमने D का उत्पादन शुरू किया इन्वेंट्री 0 नहीं था लेकिन 300 और इसी तरह केवल यहां यह 0 था इसलिए आविष्कारों को समायोजित करके इस तरह से कि स्थिर स्थिति में हम 0 प्राप्त कर रहे हैं हम अपने T को जितना संभव हो उतना फैलाने में सक्षम हैं अब अगले चक्र की शुरुआत में एक बार फिर से यह 171 536 694 है अब हम एक और त्वरित गणना करते हैं जो काफी स्पष्ट है अब इनका योग 1400 है अब इन्वेंट्री यहां 1400 है इसलिए इन्वेंट्री में बदलाव नहीं होने जा रहा है कुल इन्वेंट्री काफी हद तक वही रहने वाली है क्योंकि कुल मांग 2500 है कुल उत्पादन भी 2500 है इसलिए हमारे पास क्या है प्रभावी रूप से किया गया है दूसरी समस्या के माध्यम से हमने इस 1400 को फिर से वितरित किया है जो 200 400 500 300 पर था अब इसे 1400 तक जोड़ने के लिए 0 170 536 694 में पुनर्वितरित किया गया है ताकि चक्र चक्र T हो सके जितना संभव हो उतना बड़ा बनाया तो इस समस्या के दो पहलू हैं एक स्पष्ट रूप से चक्र T इन्वेंट्री की कुल मात्रा पर निर्भर करता है जो आपके पास नंबर 1 है यदि कुल मांग कुल उत्पादन के बराबर है तो चक्र समय T नंबर 1 उस सूची की कुल मात्रा पर निर्भर करने वाला है जो हमारे पास है दूसरी बात के रूप में और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस तरह पर भी निर्भर करता है जिसमें मौजूदा सूची वितरित की जाती है इसलिए मौजूदा इन्वेंट्री को इस तरह से वितरित किया जा सकता है कि आपका T पार हो जाए जब मैं कहता हूं कि वितरण को जल्दी से समझना है कि यह 1400 मानव घंटे की सूची है यह A को D के साथ प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है यह कहने के बारे में है कि ये कई मानव घंटे उपयोग या उपलब्ध हैं इसलिए इसका पुनर्वितरण किया जा सकता है इसलिए वितरित करने से हमें चक्र समय का एक बड़ा मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है अब फिर हम एक और प्रश्न में आते हैं अब हम इस मॉडल का उपयोग करेंगे या हम इस मॉडल का उपयोग करेंगे या हम एक मॉडल का उपयोग करेंगे जो कि कहीं न कहीं बीच में है अब इस मॉडल का लाभ यह है कि अगर मेरा उद्देश्य कैपिटल T को अधिकतम करना है जो कि चक्र की लंबाई है तो मैंने इसे वास्तव में सीमा तक बढ़ाया है जहां मैं 0 इन्वेंट्री करता हूं जबकि मैं उत्पादन करता हूं जबकि जब मैंने उत्पादन शुरू किया था तो मेरे पास निश्चित रूप से कम से कम तीन वस्तुओं के लिए एक निश्चित बफर या एक कुशन था इसलिए यदि मांग पूरी तरह से नियतात्मक है और यह बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है तो कोई इसे पुनर्वितरित करने का जोखिम उठा सकता है इस तरह से कि आप अधिकतम चक्र समय प्राप्त कर सकें और हर बार जब आप 0 तक पहुंचते हैं तो आप उत्पादित या हर बार जब आप इन्वेंट्री तक पहुंचते हैं तो उत्पादन होता है लेकिन वास्तविकता इन सबसे अलग है हमने दोनों मॉडलों में बहुत ही सरल धारणाएं बनाई हैं पहला रास्ता निश्चित रूप से यह है कि कुल P 2500 मांगों का योग है और हमने यह भी मान लिया है कि यह मांग हर अवधि के लिए स्थिर रहने वाली है और यह निरंतर रहने वाली है क्योंकि जब हमने इन गणनाओं को बनाया था तो हम घटाए हैं हमने समय को मांग से गुणा किया है इसलिए इसका मतलब है कि मांग निरंतर और इसी तरह की है आंदोलन की मांग निरंतर नहीं है और मांग में कुछ बदलाव दिखाई देने लगते हैं फिर इस मॉडल को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि हम कमी में पड़ सकते हैं अब हम वास्तविकता में कमी नहीं चाहते हैं इसलिए या तो हमें इस मॉडल पर एक निश्चित सुरक्षा स्टॉक रखना होगा या अनिवार्य रूप से हम इसके समान कुछ का उपयोग करेंगे ताकि हम अपने आप को केवल अंतिम बिंदु पर और अन्य सभी स्थानों पर खींच सकें कुछ गद्दी हमारे पास है इसलिए यह प्रभावी रूप से उपलब्ध इन्वेंट्री के साथ खेलने के लिए उबलता है इस तरह से कि अगर हम बदलाव और अनिश्चितता को संभालने के लिए एक निश्चित कुशन चाहते हैं तो इसे विशेष रूप से वितरित करना वास्तव में अच्छा है लेकिन फिर अगर मांग पूरी तरह से निर्धारक है तो हम कोशिश कर सकते हैं और इसे उस हद तक खींच सकते हैं जो इससे बाहर आता है अब हम अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं अब दोनों रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल का उद्देश्य T को अधिकतम करना था जो कि चक्र के समय को अधिकतम करने और चक्र के समय को यथासंभव बड़ा करने के लिए है जब हमने एक सवाल उठाया कि क्या यह छोटे रन विनिर्माण के सिद्धांतों के साथ संघर्ष करेगा और इसी तरह जवाब वास्तव में यहां आता है हम अब तक यह जान लें कि T न केवल इन नंबरों पर निर्भर करता है बल्कि इन नंबरों के वितरण के तरीके पर भी निर्भर करता है इसलिए स्वचालित रूप से यदि हम चाहते हैं कि चक्र का समय छोटा हो तो हाथ पर प्रारंभिक इन्वेंट्री की कुल मात्रा को छोटा रखें यदि यह 1400 कुल 400 हो जाता है तो स्वचालित रूप से T 087 से कहीं 05 या 025 या क्या जो एक साप्ताहिक चक्र की तरह है में स्थानांतरित होने जा रहा है इसलिए उत्तर अभी भी इन आविष्कारों के साथ खेलने में निहित है या यदि संगठन शून्य इन्वेंट्री के सिद्धांत का पालन करते हैं जिसके द्वारा वे कम और कम इन्वेंट्री चाहते हैं स्वचालित रूप से समस्या के यांत्रिकी या समस्या के अनुकूलन हमें समाधानों की ओर ले जाएंगे जिनमें चक्र समय के छोटे मूल्य हैं इसका एक अन्य आयाम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट और चेंजओवर कॉस्ट के बीच ट्रेडऑफ को देखना भी है और अगर हम बदलाव का समय छोटा कर रहे हैं तो स्वचालित रूप से अधिक बदलाव संभव हैं और इसलिए हम भी अधिक विविधता बनाने में सक्षम हैं और फिर चक्र के समय को यथासंभव छोटा रखें इसलिए भले ही उद्देश्य T को अधिकतम करना है कुछ अर्थों में हम इसे आज की सोच की कीमत पर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मॉडल अनिवार्य रूप से T को अधिकतम करने की कोशिश करता है लेकिन मॉडल अभी भी हमें उस चीज़ पर ले जाता है जो व्यावहारिक है और कुछ ऐसा है जो आज की आवश्यकता है जो चक्र को कम करने के लिए है इसलिए हम बड़ी विविधता के छोटे रन बनाने में सक्षम हैं इसका उत्तर उस इन्वेंट्री की मात्रा में निहित है जिसे हम हाथ में रखते हैं तो स्वचालित रूप से यदि ये मान छोटे हैं तो r मान छोटे हो जाएंगे और चक्र का समय छोटा हो जाएगा इसी तरह यदि बदलाव का समय और बदलाव की लागत छोटी है तो अधिक बदलाव लाने के लिए अधिक विविधताएं होना संभव है और कम रन और छोटे T में उत्पादन करना एक और छूट जिसे हमें देखना है अब हम एक स्थिति को संभाल सकते हैं जहां यह मांग अभी समय के साथ बदलती है यह दोनों मॉडल मान लिया गया है कि यह मांग हर अवधि में समान है और यह मांग एक समान है अब क्या हम इन मॉड्यूल को उन स्थितियों को पूरा करने के लिए बदल सकते हैं जहां ये मांग अलग अलग महीनों में अलग अलग हो सकती है और विभिन्न महीनों में यह उत्पादन क्षमता भी अलग अलग होती है इसलिए कुल योजना हमें समाधान दे सकती है जहां उत्पादन क्षमता P विभिन्न महीनों में अलग है तो हम थोड़ी सी का उपयोग करके इस तरह की समस्या को हल करते हैं सन्निकटन और एक हेयुरिस्टिक समाधान जो अनिवार्य रूप से हमें एक और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या की ओर ले जाता है और हम उस मॉडल को अगले व्याख्यान में देखेंगे